प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है तो हम आज शूट डेवलपमेंट विशेष रूप से ऑर्गेनोजेनेसिस भाग को पढ़ रहे हैं पिछली कक्षा में हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम या मेन्टनेन्स् का अध्ययन किया है और यहां इस कक्षा में हम ऑर्गेनोजेनेसिस का अध्ययन करने जा रहे हैं यह पौधे में विशिष्ट शूट सिस्टम है और शूट सिस्टम में हमारे पास पत्ते और ऐक्सलेरी शाखाएं जैसे अंग हैं और एपेक्स पर हमारे पास वेजिटेटिव़ चरण के दौरान शूट ऐपिकॅल मेरिस्टम है लेकिन जब वेजिटेटिव़ चरण से प्रजनन चरण में ट्रैन्ज़िशैन होता है तो यह शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टेम पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है और फिर इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम फूल बनाता है तो ये शूट सिस्टम का विशिष्ट हिस्सा हैं और आपने पिछली कक्षाओं में देखा है कि वेजिटेटिव़ ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान शूट एपिक मेरिस्टम्स को कैसे संयोजित किया जाता है यह एक वेजिटेटिव़ शूट एपिकल मेरिस्टम है और यदि आपको याद है कि एक सेंट्रल ज़ोन रिब ज़ोन और पेरिफेरल ज़ोन है और यह एक बढ़ते हुए शूट एपिकल मेरिस्टम का शीर्ष दृश्य है तो सेंट्रल क्षेत्र शूट एपिक मेरिस्टम है और पेरिफेरल ज़ोन या शूट एपिकल मेरिस्टेम का पेरिफेरल क्षेत्र ये वे अंग हैं जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया के तहत हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को मेरिस्टेम के एकदम टिप में बनाए रखा जाता है जब मेरिस्टेम में उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं पेरिफेरल ज़ोन में प्रवेश करती हैं तो वे मूल रूप से डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं यहाँ इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम का दृश्य है यह बहुत समान दिखता है इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम में भी आपके पास एक सेंट्रल ज़ोन है फिर आपके पास पेरिफेरल ज़ोन और रिब जोन हैं और स्टेम सेल सेंट्रल ज़ोन में बनाए रखे जाते हैं यह वह क्षेत्र है जहां कोशिका विभाजन गतिविधि बहुत डॉम्इनॅन्ट है और डिफ़र्इन्शीएशन बाधित है लेकिन जब यह कोशिकाएं पेरिफेरल ज़ोन में प्रवेश करती हैं तो वे मूल रूप से अंग विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करते हैं इस तथ्य के आधार पर कि क्या वे वेजिटेटिव़ चरण में हैं लेटरल अंग पत्ती होंगे यदि वे प्रजनन चरण में हैं तो लेटरल अंग फूल होंगे यहाँ मेरिस्टेम मेन्टनेन्स् की प्रक्रिया और ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया दोनों का बहुत समन्वय है और यह एक साथ होता है यदि ऐसा नहीं होता है यदि कम मान लें कि डिफ़र्इन्शीएशन गतिविधि की तुलना में मेरिस्टेमेटिक गतिविधि अधिक होती है तो मेरिस्टेम का आकार बढ़ता रहेगा दूसरी ओर यदि आपके पास अधिक डिफ़र्इन्शीएशन गतिविधि है तो मेरिस्टम का उपभोग जल्दी किया जाएगा दोनों ही स्थितियों में आपको असामान्य ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे तो प्रक्रिया के दौरान दोनों प्रक्रिया का समन्वय करना होगा पिछले क्लास में हमने देखा है कि कैसे मेरिस्टमस रेगुलेट हो रहे हैं जेनेटिक रेगुलेटरी पाथवेज विशेष रूप से WUSCHEL और CLAVATA मीडिएट पाथवे क्या हैं और वे मूल रूप से मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में मेरिस्टेमेटिक गतिविधि कैसे सुनिश्चित करते हैं यहाँ इस क्लास में हम यह देखने जा रहे हैं कि डिफ़र्इन्शीएशन की शुरुआत कैसे की जाती है तो डिफ़र्इन्शीएशन में क्या होता है यदि आप देखते हैं कि यह एक केंद्रीय मेरिस्टम है और पेरिफेरल मेरिस्टम में पहली तरफ जहां प्रक्रिया आरंभ होती है I1 I2 इसी तरह कहलाता है और फिर आपके पास P1 P2 P3 P4P5 P6 जैसे पत्ती प्राइमर्डिया है यह ऑर्गेनोजेनेसिस का एक स्पष्ट परिभाषित पैटर्न है ऑर्गोजेनेसिस एक बहुत ही यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है यदि आप बढ़ते मेरिस्टेम के शीर्ष दृश्य को देखते हैं कि P1 और P2 के बीच एक विशिष्ट कोण है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान प्राइमर्डिया की पोजीशनिंग एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण पैरामीटर है यहां सब कुछ बनाए रखा जा रहा है और ये प्राइमर्डिया कैसे स्थित हैं इसे कैसे परिभाषित किया जा रहा है एक परिकल्पना थी कि कुछ प्रकार के इन्हिबटॉरी जोन बनाए गए हैं प्राइमर्डिया के आसपास इसलिए यदि आप देखते हैं कि ये प्राइमर्डिया हैं तो वृत्त मूल रूप से इन्हिबटॉरी जोन को दर्शाता है जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में या इस प्राइमर्डिया के आसपास इस क्षेत्र में कोई अन्य प्राइमर्डिया उत्पन्न नहीं होगा लेकिन सवाल अभी भी यहां है कि कैसे और कैसे ठीक यह इन्हिबटॉरी डोमेन बनाए रखे जाते हैं मेरिस्टेमऔर बढ़ते प्राइमोर्डिया के बीच एक समन्वय और संचार बहुत महत्वपूर्ण है आप इसे कैसे साबित करेंगे उदाहरण के लिए यदि आप बढ़ते प्राइमर्डिया और मेरिस्टेम के बीच एक प्रकार का चीरा बनाते हैं यदि आप फ़िज़िकली डिस्टर्ब् करते हैं या आप विकासशील प्राइमर्डिया में से एक को निकाल रहे हैं तो आप यहां क्या प्राप्त कर रहे हैं कि पैटर्निंग या फिलाटैक्सिस डिस्टर्ब् है उदाहरण के लिए यदि आप P1 और मेरिस्टेम के इस केंद्र के बीच चीरा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि I2 की स्थिति अब बदल गई है तो यह मूल रूप से मूल स्थिति से स्थानांतरित कर दिया गया है इसी तरह यदि आप किसी एक प्राइमर्डिया को निकालते हैं या मारते हैं तो एक माइग्रेशन होता है या अन्य प्राइमर्डिया की स्थिति में बदलाव होता है तो यह बताता है कि मेरिस्टेम और प्रिमोर्डिया के बीच किसी तरह का संचार हो रहा है और बढ़ते हुए मेरिस्टेम में प्राइमोर्डिया की पज़िशनिंग के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है वह संकेतक्या हो सकता है या वह संचार तरीका क्या हो सकता है ऑक्सिन हार्मोन जो मोर्फोजेन की तरह कार्य करता है संपूर्ण ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अगर आप DR5 गतिविधि को देखते हैं जो ऑक्सिन प्रतिक्रिया गतिविधि को बताता है तो बढ़ती प्राइमोर्डिया में ऑक्सिन की मात्रा बहुत अधिक होती है कुछ म्यूटेंट में जैसे कि pin म्यूटेंट PIN मूल रूप से एक प्रोटीन है जो ऑक्सिन के ध्रुवीय परिवहन के लिए जिम्मेदार है pin म्यूटेंट यदि आपके पास PIN प्रोटीन नहीं है जिसका अर्थ है कि ऑक्सिन ठीक से वितरित नहीं हो रहा है तो आप संरचना को देखते हैं कि ऑर्गोजेनेसिस लगभग अवरुद्ध है और संरचना पिन की तरह दिखती है जबकि यदि आप बस थोड़ा सा ऑक्सिन एक्सॉज्इनॅस अप्लाई करते हैं तो ऑक्सिन के सूक्ष्म अनुप्रयोग से आप देख सकते हैं कि ऑर्गोजेनेसिस आरंभ हो सकता है तो यह सुझाव देता है कि ऑक्सिन ऑर्गेनोजेनेसिस या प्रिमोर्डिया डिफ़र्इन्शीएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऑक्सिन मूल रूप से कैसे काम करता है तो ऑक्सिन कुछ कोशिकाओं में जैव संश्लेषित होता है और फिर उन्हें वितरित किया जा सकता है या उन्हें ले जाया जा सकता है और ऑक्सिन का परिवहन एक अच्छी तरह से स्थापित ऑक्सिन परिवहन प्रणाली के माध्यम से होता है जिसे ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि ऑक्सिन का परिवहन एक दिशात्मक है IAA सेल में ऑक्सिन में से एक है दो प्रकार के प्रोटीन हैं औक्स प्रोटीन और पिन प्रोटीन पिन प्रोटीन ऑक्सिन एफ़्लॅक्स वाहक हैं औक्स प्रोटीन ऑक्सिन इन्फ़्लक्स वाहक हैं इन परिवहन प्रणालियों के माध्यम से ऑक्सिन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाया जा रहा है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमेशा पिन प्रोटीन से जुड़ी होती है वह यह है कि वे सेल में विषम रूप से स्थानीय हो सकते हैं एक विशेष सेल वॉल में पिन प्रोटीन हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे सेल वॉल में असममित स्थानीयकरण हैं जो ऑक्सिन मूवमेंट के लिए एक दिशा प्रदान कर सकते हैं यदि PIN यहां स्थानीय है तो ऑक्सिन यहां से यहां तक जा सकता है और इस तरह के ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन मूल रूप से कुछ ऊतकों में ऑक्सिन मैक्सिमा प्राप्त करने में मदद करते हैं तो एक परिकल्पना यह थी कि ऑक्सिन प्राइमर्डिया में बहुत अधिक जमा हो रहा है और ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन के माध्यम से ऐसा हो रहा है और इसका परीक्षण किया गया है और इसे अलग अलग म्यूटेंट या अलग अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करके विस्तार से दिखाया गया है यदि यह एक मेरिस्टेम है तो ऑक्सिन को उस स्थिति की ओर ले जाया जा रहा है जहां एक प्राइमर्डिया की शुरुआत की जानी है और यह इस प्रकार है कि वे क्षेत्र या ऊतक जो मूल रूप से ऑक्सिन मैक्सिमा को प्राप्त करते हैं और जब ऑक्सिन का स्तर एक निश्चित बिंदु से परे बढ़ जाता है तो यह एक प्राइमर्डिया विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करता है तो ऑक्सिन को उस स्थान से मोड़ दिया जा सकता है ताकि एक महत्वपूर्ण संतुलन या ऑक्सिन का होमोस्टैसिस मेन्टेन्ड हो सके यदि आप केंद्रीय क्षेत्र को देखते हैं तो केंद्रीय क्षेत्र में साइटोकिनिन प्रमुख है और फिर आपके पास KNOX जीन है जो मेन्टिनॅन्स के लिए जिम्मेदार है लेकिन प्रिमॉर्डिया में KNOX जीन की अभिव्यक्ति कम है साइटोकिनिन कम है लेकिन ऑक्सिन उच्च है तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन और कुछ प्रमुख ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बीच महत्वपूर्ण संतुलन प्राइमर्डिया में मेरिस्टेम और डिफ़र्इन्शीएशन गतिविधि में मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को परिभाषित करता है यह आप आनुवंशिक इन्टर्ऐक्शन द्वारा भी देख सकते हैं यह एक डबल मार्कर है यहाँ आपके पास DR5 है एक ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव प्रमोटर जो न्यूक्लियर लोकल येलो सिग्नल को चला रहा है जो मूल रूप से ऑक्सिन रिस्पॉन्स है और पिन प्रोटीन के पास जीएफपी है तो आप जीएफपी स्थानीयकरण के साथ साथ ऑक्सिन प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्राइमर्डिया में ऑक्सिन प्रतिक्रिया बहुत अधिक है और MP एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एक ऑक्सिन प्रतिक्रिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और MP को ऑक्सिन द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है और क्या होता है यदि आपके पास mp का एकल म्यूटेंट है तो आप देख सकते हैं कि डिफ़र्इन्शीएशन या फाइटोलैक्सिस या ऑर्गोजेनेसिस डिस्टर्ब है लेकिन अगर आपने mp को pin म्यूटेंट के साथ जोड़ दिया तो आपके पास ऑक्सिन प्रतिक्रिया फैक्टर म्यूटेंट और साथ ही पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट म्यूटेंट है इसलिए आप उस फेनोटाइप को देख सकते हैं जहाँ ऑर्गोजेनेसिस लगभग अवरुद्ध है अगर मैं यहाँ संक्षेप में बताऊँ कि आपके पास ऑक्सिन है और फिर ऑक्सिन ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन के माध्यम से प्रिमोर्डिया की साइट में मोड़ दिया जा रहा है और फिर प्राइमॉर्डिया में आप बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सिन लेने वाले होते हैं और यह ऑक्सिन प्रोग्राम शुरू करता है और फिर ऑक्सिन को संवहनी ऊतकों के माध्यम से वहां से मोड़ दिया जाता है तो बढ़ते मेरिस्टेम में यही होता है आपके पास एक केंद्रीय मेरिस्टेमेटिक ज़ोन है और आपके पास एक पेरिफेरल प्राइमर्डिया है और मेरिस्टेम और प्राइमर्डिया के बीच की सीमा या बॉर्डर को भी परिभाषित करना है तो सेल डिवीजन गतिविधि किस क्षेत्र तक होनी चाहिए और फिर जब डिफ़र्इन्शीएशन शुरू होता है और इस तरह की सीमाएँ कुछ जीनों द्वारा बनाए रखी जाती हैं जो विशेष रूप से सीमा में व्यक्त की जाती हैं उदाहरण के लिए CUC2 वे NAC डोमेन युक्त हैं उनमें से कुछ LOB हैं LOB लेटरल ऑर्गन सीमा डोमेन है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो यदि आप यहां मेरिस्टेम में देखते हैं तो आपके पास WUSCHEL और CLAVATA गतिविधि है उच्च साइटोकिनिन WUSCHEL और CLAVATA गतिविधि और STM की तरह जीन को विनियमित करने वाले मेरिस्टेम वे यहाँ मेरिस्टेमेटिक गतिविधि सुनिश्चित करते हैं लेकिन यदि आप प्राइमॉर्डिया में देखते हैं तो आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है ऑक्सिन सक्रिय हो रहा है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फ़ैक्टर 5 या MP और फिर वे कुछ लीफ प्रिमोर्डिया या पुष्प प्राइमोर्डिया को एक विशिष्ट जीन को सक्रिय कर रहे हैं जो मूल रूप से प्राइमोर्डिया डिफ़र्इन्शीएशन को रेगुलेट कर रहे हैं मेरिस्टेम और लेटरल अंगों के बीच समन्वय अच्छी तरह से स्थापित है लेटरल अंगों से एक फ़ीडबैक है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम गतिविधि को भी नियंत्रित करती है तो यह दोनों तरह से संकेत दे रहा है मेरिस्टेम लेटरल अंग वृद्धि की गतिविधि को नियंत्रित कर रहा है और लेटरल अंग मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को नियंत्रित करने जा रहा है कैसे यदि आप यहां जंगली प्रकार में PIN प्रोटीन स्थानीयकरण को देखते हैं यह प्राइमर्डिया P1 I1 I2 है यदि आप PIN प्रोटीन देखते हैं तो PIN प्रोटीन ज्यादातर L1 परत के लिए स्थानीय है यह एक सामान्य बढ़ती हुई प्राइमर्डिया है लेकिन अगर आप एक लेटरल प्राइमर्डिया को हटा दें जो पत्ती प्राइमर्डिया हो सकती है यदि आप अभी इसे हटाते हैं तो क्या होता है कि यहां PIN प्रोटीन का वितरण या स्थानीयकरण पूरी तरह से डिस्टर्ब है तो यह बताता है कि पॅरिफ़ॅरॅल ज़ोन में लेटरल अंग या लेटरल अंग के विकास की उपस्थिति मेरिस्टेम को अपनी गतिविधि के लिए किसी प्रकार का संकेत भेज रही है और यदि आप उच्च मात्रा में ऑक्सिन का उत्पादन करते हैं तो मूल रूप से CLAVATA3 प्रमोटर CLAVATA3 में केंद्रीय क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है और यदि आप ऑक्सिन को संश्लेषित करते हैं तो आप जो देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक ज़ोन कम हो जाता है मेरिस्टेम आकार कम हो जाता है दूसरी ओर यदि आप ऑक्सिन को मेरिस्टेम से हटाते हैं तो यह YUCCA जीन ऑक्सिन बायोसिंथेसिस जीन हैं तो यदि आपके पास YUCCA1 का डबल उत्परिवर्ती और YUCCA जीन परिवार के विभिन्न सदस्यों के 4 या ट्रिपल या चार उत्परिवर्ती हैं तो अनिवार्य रूप से आप क्या कर रहे हैं आप ऑक्सिन के कुल जैव संश्लेषण को कम कर रहे हैं और उस स्थिति में आप क्या देख सकते हैं कि मेरिस्टेम का आकार बढ़ रहा है तो यह बताता है कि लेटरल अंगों और मेरिस्टेम के बीच एक स्पष्ट फ़ीड्बेक संकेतन है तो सामान्य स्थिति में जब आपका शूट एपेक्स यहां होता है आपके पास पार्श्व अंग आते हैं तो यह आपका केंद्रीय क्षेत्र है औक्सिंस को प्रिमोर्डिया में ले जाया जा रहा है और फिर प्रिमोर्डिया में यह प्रोग्राम शुरू कर रहा है जबकि यहां एक फ़ीड्बेक रेगुलेशन है लेकिन यदि आप अंगों को हटाते हैं तो प्रोग्रामिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब् है जैसा कि आप PIN प्रोटीन से देख सकते हैं ऑक्सिन का वितरण सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है इससे मेरिस्टेमेटिक गतिविधि के साथ साथ ऑर्गोजेनेसिस भी प्रभावित हो रहा है एक और महत्वपूर्ण बात तो इसके अलावा अंग विनिर्देश या अंग पहचान या डिफ़र्इन्शीएशन एक और चीज जो इस प्रारंभिक अवस्था अंग ध्रुवता पर सुनिश्चित हो रही है इसलिए यदि आप किसी भी लेटरल अंगों को देखते हैं चाहे वह फूल हो या फूल के अलग अलग अंगों में सीपाल पंखुड़ी पुंकेसर या कार्पेल या यदि आप पत्ती को देखते हैं तो वे ध्रुवीयता प्रदर्शित करते हैं पत्ती का उनका बेसल पक्ष जो कि एपिकॅल पक्ष से बहुत अलग है तो इस तरह की पोलिरटी को प्रॉक्सिमॅल और डिस्टॅल पोलिरटी कहा जाता है दूसरी तरफ पत्ती का वह भाग जो मेरिस्टेम की ओर होता है एडैक्सियल होता है और जो भाग मेरिस्टेम से दूर होता है उसे अबैक्सियल कहा जाता है और इस पोलिरटी को भी ऑर्गेनोजेनेसिस के समय स्थापित करने की आवश्यकता है तो बढ़ते मेरिस्टेम में क्या होता है यह मेरिस्टेम है और यह लेटरल ऑर्गन है और लेटरल ऑर्गन में लेटरल ऑर्गन का चेहरा जो मेरिस्टेम की ओर होता है इसे एडैक्सियल कहते हैं और लेटरल ऑर्गन पर उनका हिस्सा जो मेरिस्टेम से दूर होता है उसे अबैक्सियल कहा जाता है और यदि आप एडैक्सियल और अबैक्सियल सतह की विशेषताओं को देखते हैं तो यह बहुत अलग है और इसे जल्दी स्थापित करना होगा और अगर पत्ती में यदि आप पत्ते को बढ़ते हुए प्राइमर्डिया देखते हैं तो यह आपका एडैक्सियल पक्ष है और यह आपका अबैक्सियल है यदि आप संवहनी ऊतक की स्थिति को देखते हैं तो जाइलम को एडक्सिअल साइड्स की ओर तैनात किया जाता है फ्लोएम को एबॅक्सियल साइड की ओर पोस्ट किया जाता है और बहुत सारे जीन्स होते हैं जो इस ऐक्सैडियल बनाम अबैसिक पोलरिटी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास यह म्यूटेंट है तो आप देख सकते हैं कि एक रेडियल पैटर्न है और आप देख सकते हैं कि जाइलम केंद्र में है और फ्लोएम पॅरिफ़ॅरॅल में है यदि आप यहाँ फाबुलोसा उत्परिवर्ती देखते हैं तो यह विपरीत पैटर्न है फ्लोएम केंद्र में है जाइलम बाहर है तो दोनों मामलों में क्या हो रहा है कि ध्रुवीयता डिस्टर्ब है इसलिए यह ध्रुवीयता स्थापना बहुत पहले होती है जब केंद्र और प्राइमोर्डिया में मेरिस्टेम बनाए रखा जाता है और लेटरल ऑर्गन प्रिमोर्डिया की शुरुआत की जाती है और स्थितीय एकल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह इस प्रयोग से स्पष्ट है यह एक बढ़ता हुआ मेरिस्टेम है और फिर आपके पास लेटरल प्राइमोर्डिया है यह प्रॉक्सिमॅल क्षेत्र है यह डिस्टल क्षेत्र है यह आपका ऐक्सैडियल क्षेत्र है यह आपका अबैक्सियल क्षेत्र है और आप क्या करते हैं यदि आप मूल रूप से प्राइमोर्डिया और मेरिस्टेम के बीच केवल एल 1 परत में एक बहुत छोटा चीरा बनाते हैं एल 1 परत में आप क्या देखते हैं कि पत्ती प्राइमोर्डिया जो यहां आ रही है वह पूरी तरह से ध्रुवीयता खो चुकी है यह अधिक प्रकार के रेडियल पैटर्निंग की तरह दिखता है जबकि यदि आप इस प्राइमोर्डिया को देखते हैं जो इस तरफ से आ रहा है तो यह अभी भी ध्रुवीयता बनाए रख रहा है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एडैक्सियल साइड एबॅक्सियल साइड से बहुत अलग है जबकि यहां सब कुछ रेडियल पैटर्न की तरह दिख रहा है और यह मूल रूप से सुझाव देता है कि मेरिस्टेम और प्राइमोर्डिया के बीच एक संचार है जो यहां अंग ध्रुवता की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण है तो यदि आप इस योजनाबद्ध आरेख को देखते हैं तो यह शीर्ष दृश्य है जिसमें आपके पास एक केंद्रीय क्षेत्र है और कुछ प्रकार के संकेत यहां से आ रहे हैं और ये संकेत लेटरल अंगों में एडैक्सियल बनाम एबाक्सिअल ध्रुवीयता को परिभाषित करने में मदद कर रहे हैं कुछ जीन हैं जिन्हें इस अंग के ध्रुवण को रेग्यूलेट करने के लिए पहचाना गया है जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे तो कुछ जीन एडैक्सियल सतह को रेग्यूलेट कर रहे हैं कुछ जीन एबाक्सिअल ध्रुवीयता को रेग्यूलेट कर रहे हैं यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गेनोप्सिस में YABBY जीन गतिविधि से प्राप्त संकेत अरबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टेम के विकास और विभाजन को रेग्यूलेट करता है तो यह नहीं है कि मेरिस्टेम केवल अंग को रेग्यूलेट कर रहा है बल्कि अंग विशिष्ट जीन भी मेरिस्टिक गतिविधि को रेग्यूलेट कर रहे हैं तो YABBY जीन के वर्ग वो जीन हैं जो अंग में एबाक्सिअल ध्रुवीयता प्रदान करता है आप अगली कक्षा में विस्तार से देखेंगे यदि आप FIL के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं जो एक प्रकार का YABBY जीन है तो आप जो देखते हैं कि यह आपकी पुष्पक्रम मेरिस्टेम अभिव्यक्ति पुष्पक्रम मेरिस्टेम में है जो प्रति बहुत कम या लगभग डिटिक्टड नहीं है लेकिन यदि आप लेटरल अंग प्राइमोर्डिया को देखते हैं तो अभिव्यक्ति बहुत अधिक है लेकिन अभिव्यक्ति अबैसिक सतह की ओर है और फिर एडैक्सियल सतह यदि आप इसके शीर्ष दृश्य को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह प्राइमोर्डिया है लेकिन प्राइमोर्डिया अभिव्यक्ति केवल मेरिस्टेम से दूर ही सीमित है जो कि आपकी एबाक्सिअल सतह है तो यह सुझाव देता है कि ये जीन एबाक्सिअल फेत को रेग्यूलेट कर सकते हैं और इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में क्या होता है यदि आप देखते हैं कि यह एक फिलामेंटस और डबल उत्परिवर्ती फिलामेंटस और yabby3 म्यूटेंट है तो आप क्या देखते हैं कि अंग ध्रुवीयता जीन में दोष मूल रूप से फिलाटैक्सिस को डिस्टर्ब कर रहा है अंगों की व्यवस्था जो मेरिस्टेमेटिक गतिविधि की एक विशेषता है तो यह यहाँ से दिखाई देता है यदि आप देखते हैं दो आसन्न प्राइमोर्डिया के बीच की दूरी यहाँ जंगली प्रकार में है लेकिन म्यूटेंट में यह दूरी मूल रूप से बदल जाती है तो यह सुझाव देता है कि ध्रुवीय जीन जो अंग में व्यक्त किए जाते हैं वे शूट एपिकल मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक फ़ंक्शन को रेग्यूलेट कर रहे हैं दो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से स्थापित मेरिस्टेमेटिक मार्कर WUSCHEL और CLAVATA हैं जंगली प्रकार में यह CLAVATA अभिव्यक्ति डोमेन है और यह टिप में है जो केंद्र में यहां प्रतिबंधित है लेकिन यदि आप एकल उत्परिवर्ती को देखते हैं तो CLAVATA3 अभिव्यक्ति का डोमेन विस्तारित होता है और डबल उत्परिवर्ती इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है इसी तरह यदि आप जंगली प्रकार में यहां WUSCHEL अभिव्यक्ति डोमेन देखते हैं तो यह कुछ कोशिकाओं में प्रतिबंधित है लेकिन यदि आप एकल म्यूटेंट या डबल म्यूटेंट देखते हैं तो WUSCHEL अभिव्यक्ति डोमेन बाद में और साथ ही एपिकल और बेसल दोनों डोमेन में महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित होता है तो यह सुझाव देता है कि मेरिस्टेमेटिक गतिविधि या मेरिस्टेमेटिक गतिविधियों के नियामक उनके अभिव्यक्ति पैटर्न और उनके स्थानीयकरण डिस्टर्ब होते हैं जब अंग ध्रुवता में दोष होता है तो कुछ जीन हैं जो मेरिस्टेमेटिक गतिविधिmeristematic activity को विनियमित कर रहे हैं और फिर परिधीय क्षेत्र में संस्थापक कोशिकाओं को निर्दिष्ट किया गया है जहां ऑक्सिन और कुछ नियामक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और फिर बहिर्गमन और ध्रुवता को रेग्यूलेट किया जाता है तो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान ये तीन अलग अलग चरण हैं और कुछ जीन हैं उदाहरण के लिए ASL LEAFY ANTIGUMETA CUC KANADI जो एक साथ प्रोसेस को रेग्यूलेट करते हैं मेरिस्टेमेटिक ज़ोन में जहाँ आप CLAVATA और WUSCHEL मध्यस्थता सिग्नलिंग और साइटोकिनिन के साथ साथ कई अन्य जीन देख सकते हैं और साथ ही वे मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को रेग्यूलेट कर रहे हैं लेकिन पॅरिफ़ॅरॅल ज़ोन में प्राइमर्डिया में आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है ऑक्सिन कुछ ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ेक्टर को रेग्यूलेट कर रहा है और यह ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ेक्टर मूल रूप से सक्रिय कर रहे हैं अंग विशिष्ट जीन LEAFY ANTIGUMETA जैसे जीन और ये जीन एक उचित डिफ़र्इन्शीएशन सुनिश्चित कर रहे हैं इसी समय कुछ संकेत भी हैं जो मेरिस्टेम से लिया गया है और वे कुछ जीन को सक्रिय करते हैं जैसे PHABULOSA लेटरल अंगों के एडैक्सियल साइड में और कुछ अन्य जीन लेटरल अंगों के एबॅक्सिअल पक्ष में सक्रिय हो रहे हैं और एडैक्सियल और एबाक्सिअल जीन के बीच एक क्रॉसस्टॉक और रेगुलेशन है और यह रेगुलेशन मूल रूप से बढ़ते लेटरल अंगों में एक उचित ध्रुवता सुनिश्चित कर रहा है तो मैं यहां रुकूंगा अगली कक्षा में हम पत्ती विकास पर चर्चा करेंगे धन्यवाद